सेल कल्चर पर व्याख्यान श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है हमारा तीसरा सप्ताह शुरू हो चुका है और हमने अपनी पहली कक्षा समाप्त कर ली है अब हम दूसरी कक्षा की ओर बढ़ते हैं आपको याद होगा कि पिछली कक्षा में हम माइक्रोस्कोपी के बारे में बात कर रहे थे हमने अपराइट के साथ साथ इनवर्टेड सिस्टम की आवश्यकता एवं परेशानियों क बारे में चर्चा की थी और अंत में मैंने आपको न्यूमेरिकल एपर्चर के बारे में बताया था जो कि लेंस पर लिखा होता है तो अगर आप एक ऑब्जेक्टिव को देखते हैं यदि आप इस तरह से नीचे की तरफ से देखते हैं तो आप देखेंगे कि यह वह जगह है जहां आप ऑब्जेक्टिव को फिट करते हैं तो आपके पास सभी खांचे हैं जो वहां काटे जाते हैं या फिर अगर आप इसे इस तरह से ऊपर से देखते हैं तो ये आपको ऐसा दिखता है कुछ इस तरह तो यहाँ कुछ छोटी चीजें हैं जो हम में से ज्यादातर और आप देखते हैं यह 40x या 10x या 20x लिखा है लेकिन आपको n की तरह कुछ बहुत छोटा लिखा हुआ दिखाई देगा जो अनिवार्य रूप से छोटा n है जिसे अनिवार्य रूप से न्यूमेरिकल एपर्चर कहते हैं यह न्यूमेरिकल एपर्चर वह है जो आपको बताएगा कि क्या यह ऑब्जेक्टिव कांच के माध्यम से या प्लास्टिक या किसी अन्य सामग्री के माध्यम से देखने के लिए सबसे उपयुक्त है इस समय मैं इसके भौतिक विज्ञान के के बारे में नहीं बता रहा क्योंकि यह इस व्याख्यान के दायरे में नहीं है लेकिन आप में से जो लोग रुचि रखते हैं वे देख सकते हैं और जांच सकते हैं कि यह न्यूमेरिकल एपर्चर क्या है क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव के अंदर ही लेंस की प्रकृति है और यह मेरा अनुभव है कि कोई भी बड़े विशालकाय माइक्रोस्कोप विक्रेता इस के बारे में आपको नहीं बताते हैं वे सिर्फ अपना सामान बेचना चाहते हैं इसलिए इन ओब्जेक्टिवेस के बारे में बहुत सावधान रहें क्योंकि उन शीर्ष कंपनियों में से अधिकांश चाहे ज़ायस निकॉन ओलंपस के बारे में बात करते हैं ये सभी केवल ऑब्जेक्टिव के लिए ही बहुत अधिक कीमत मांगते हैं केवल एक ऑब्जेक्टिव की कीमत ही लगभग एक लाख के आस पास की सीमा में होती है मैं माइक्रोस्कोप के बारे में बात नहीं कर रहा हूं यदि एक अच्छी गुणवत्ता वाले माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो माइक्रोस्कोप का बजट कहीं न कहीं 15 से 30 लाख के बीच होता है हम अच्छी गुणवत्ता वाले माइक्रोस्कोप के बारे में बात करते हैं तो हमें इस तरह का बजट है चाहिए होता है आप कोई सस्ता संस्करण प्राप्त कर सकते हैं मेरा मतलब है कि वे चाहे सबसे अच्छे नहीं होंगे लेकिन आप उनके साथ 5 लाख की सीमा के भीतर काम कर सकते हैं लेकिन जब भी आपको माइक्रोस्कोप खरीदने की योजना बनानी हो तो हमें वास्तव में बहुत पहले से योजना बनानी होगी चाहे 5 लाख में यह कुछ ऐसा नहीं है जो आपको पसंद हो आप उसके लिए कहेंगे और आपको वह मिल जाएगा इसलिए हमें यह योजना बनाने के बारे में बहुत सावधान रहना होगा कि आप वास्तव में इस सामान को कैसे चाहते हैं तो फिर से आप इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहेंगे यदि आपके पास दो प्रकार के सैंपल हैं उदाहरण के लिए आपके पास प्लास्टिक का सैंपल है जिसमें आप प्लास्टिक के ऊपर अपने सेल्स की प्लेटिंग करेंगे और आपके पास एक कांच का बर्तन है तो आपको अलग अलग संख्यात्मक एपर्चर वाले दो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव रखने की आवश्यकता हो सकती है चाहे एक ही माइक्रोस्कोप पर यह कोई मुद्दा नहीं है लेकिन आपके पास अलग अलग ओब्जेक्टिवेस होने चाहिए हैं अब माइक्रोस्कोपी के बारे में एक तीसरी बात और है यह है कि क्या आप अपारदर्शी सिस्टम पर काम करना चाहते हैं या आप अभी काम कर रहे हैं आईआईटी में कई ऐसी प्रयोगशालाएं स्थित हैं कुछ मुट्ठी भर प्रयोगशालाएं और हैं जिनका मुझे पता है कि जो इस प्रकार का काम कर रही हैं धातु संबंधी सैम्पल्स पर काम या सेल से संबंधित अध्ययन के लिए या कुछ लोग इलेक्ट्रोड पर काम करते हैं इलेक्ट्रोड के शीर्ष पर सेल का इंटीग्रेशन या जो माइक्रोइलेक्ट्रोड अर्रेस और फील्ड ऑफ़ ट्रांजिस्टर चिप्स पर काम करते हैं ये सब पूरी तरह से अपारदर्शी सिस्टम हैं ऐसी स्थिति में आप अपराइट माइक्रोस्कोप के एक और संस्करण के लिए विकल्प चुन सकते हैं जो एक मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप है आप उस के बारे में सोच सकते हैं चलिए मैं वहां केवल उल्लेख करता हूं मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप तो फिर से आपको दो बातों को समझना होगा यह हैं आपकी आवश्यकता क्या है आप क्या करना चाहते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया है सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका बजट क्या है हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो बजटीय बाधाएं तप हमेशा रहेंगी इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके उपलब्ध बजट के भीतर आप अपना कार्यक्रम तैयार कर रहे हों तो इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि हमरे पास एक रोडमैप होना चाहिए जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस समय तक यह प्राप्त करूंगा इस समय तक यह इसी तरह जब तक हमारे पास एक उचित रोड मैप नहीं होगा आप दुष्परिणामों पर ठोकर खाएंगे और आप इस सब में पड़ना नहीं चाहते कि लैब के पास बस इतना फंड है तो अब आपको प्रतिबंधित करना होगा और यह मैं दुनिया भर में कम से कम 5 से 6 स्वतंत्र स्टेट ऑफ़ दी आर्ट फैसिलिटीज को विकसित करने की कठोर परिवर्तनों की एक श्रृंखला से गुजरने के बाद अपने अनुभव से बात कर रहा हूं देखें समय ०६५० लेकिन बहुत शुरुआती चरणों में मुझे यह बताने वाला कोई नहीं था कि यह भी एक काम है तो यह कुछ ऐसा था कि चलो इसे ले लेते है इसे ले लेते है लेकिन मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यहां आप एक अवरोधक का सामना करने जा रहे हैं आप उसके बारे में क्या करने वाले हैं इसलिए कृपया चीजों की योजना बनाएं चीजों को बड़े सफाई से प्लान करें और आपके पास एक सीमा होनी चाहिए जैसा कि एक साल बाद मुझे यह लेना है दो साल बाद मुझे यह लेना है तीन साल बाद मैं यह करने जा रहा हूं इसलिए यदि आपके पास 10 साल के लिए ले आउट प्लान है तो आप की तैयारी ठीक है अब माइक्रोस्कोप के साथ एक और पहलू है जो जुड़ता है तो ये विक्रेता आपसे पूछेंगे देखें समय 0737 क्या आप फ्लोरोसेंट फैसिलिटी जोड़ने का प्रावधान चाहते हैं या क्या आप फ्लोरोसेंट फैसिलिटी चाहते हैं क्योंकि आधुनिक दिनों में अधिकांश सेल बायोलॉजी रिसर्च विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी कंजुगेटेड मार्करों पर निर्भर करती है या लोग नैनोपार्टिकल्स फ्लोरोसेंट नैनोपार्टिकल्स विभिन्न प्रकार के कोंजूगेटस विभिन्न प्रकार की हिस्टोलोजी का उपयोग करते हैं जहां आपके पास ये मार्कर होते हैं विभिन्न प्रकार के कैल्शियम बाइंडर्स विभिन्न प्रकार की मूवमेंट या विभिन्न प्रकार के आयनों का बहाव इसलिए मैं थोड़े पूर्वाग्रह पर यदि आपका बजट अनुमति देता है तो फ्लोरेसेंस के लिए जाने की सलाह देंगे तो दूसरे शब्द में वास्तव में एक अच्छा माइक्रोस्कोप खरीदें जहां आपके पास फ्लोरोसेंट इंटीग्रेशन हो और फिर फ्लोरेसेंस के साथ हमारा एक दिलचस्प चीज के साथ सामन होगा कि आपको कौन कौन सी वेवलेंग्थ्स मिल रही हैं उनमें से अधिकांश ऐसे होंगे कि आप किसी भी लाल या हरे रंग की वस्तुओं को देख पाएंगे लेकिन आप किसी ऐसी चीज़ को देखने में सक्षम नहीं हो सकते हैं जो नीले रंग की हो क्योंकि वो लेजर महंगी होती है तो फिर से ये कुछ बिंदु हैं जिन पर आपको उन लेजर डायोड के बारे में विचार करना है जो हैं कि लाल या हरे रंग की तुलना में नीला महंगा है या आप फार रेड भी ले सकते हैं तो चार ज़ोन हैं जहां आप कार्य कर सकते हैं आपके पास यूवी है आपके पास नीला है हरा है आपके पास लाल है और आपके पास फार रेड है यह वही ज़ोन है जहां आप काम कर रहे हैं इसलिए सावधान रहें कि आप जो मांग रहे हैं जो भी आप चाहेंगे वही आपको मिलेगा तो यह फ्लोरोसेंट असेंबली एक महंगा मामला है लेकिन जैसा कि मैंने आपको अपने पूर्वाग्रह के साथ कहा था मैं आपको फ्लोरोसेंस जोड़ने के लिए एक प्रावधान सुझाऊंगा आप इससे लाभान्वित होंगे इसे मत छोड़ो क्योंकि यह आवश्यक है आप जहां भी जैसी भी लैब स्थापित करते हैं चाहे वह केमिकल बायोलॉजी लैब है या बायोइंजीनियरिंग फैसिलिटी है या टिशू इंजीनियरिंग फैसिलिटी है या डेवलपमेंट बायोलॉजी फैसिलिटी है या बायोमटेरियल सेल इंटरफेस फैसिलिटी है फ्लोरोसेंट अनिवार्य होगा तो इस पर मितव्ययी न बनें इसे बस खरीद लें तो ध्यान रखें कि आप किस प्रकार के लेजर डायोड ले रहे हैं और अगर आपको कोई भ्रम है तो माइक्रोस्कोपी पर एक उचित मैनुअल पकड़ें उसे अच्छी तरह से पढ़ें और वे सभी बातें जिन्हे मैंने आपको बहुत ही संक्षेप में बताया है आपके लिए बहुत स्पष्ट हो जाएँगी और बहुत सी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं वे व्यावहारिक बाधाएं हैं जिनका आप सामना करने जा रहे हैं जो पुस्तकें बताएंगी लेकिन ज्यादातर संभावना है कि आप उनकी अनदेखी करेंगे और विक्रेता आपको कभी नहीं बताएगा क्योंकि विक्रेता अपना सामान बेचना चाहता है वे आपको यह नहीं बताने जा रहे हैं कि अब इस समस्या का सामना करना पड़ेगा इस वस्तु के साथ आप इस समस्या का सामना करने जा रहे हैं वे बस सुनिश्चित करते हैं कि आप सामान खरीदते हैं और फिर वे आपको इसमें वस्तुएँ जोड़ने के लिए कहेंगे ओह आपको इसे जोड़ना होगा तो उस जाल में मत पड़ो तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं मैं कुछ भूल गया हो सकता हूँ और अगर मैंने इस पाठ्यक्रम के दौरान देखें समय 1156 मुझे वे याद आ जाती हैं तो मैं आपको बता दूंगा लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका व्यावहारिक दैनिक जीवन में मैंने सामना किया है और मैं नहीं चाहूंगा कि आप युवा लोग उस समस्या का सामना करें अब यहां से हम कुछ अन्य उपकरणों के बारे में बात करेंगे जिनकी आपको अपनी फैसिलिटी में बहुत अधिक आवश्यकता होगी उन चीजों में से एक जिनकी आपको दोनों तरफ जरूरत होगी यहां भी और यहां भी है pH मीटर क्योंकि जब भी आप किसी भी तरह के मीडियम किसी भी तरह के बफर सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं तो आपके पास pH मीटर होना जरूरी है पूर्णतया आवश्यक एक अच्छा स्थानीय गुणवत्ता वाला pH मीटर खरीदें और इसे एक सुरक्षित कोने या सुरक्षित स्थान पर रखें जहां यह नीचे न गिरे एक स्टैंड में रखें और सुनिश्चित करें कि इसके स्टैंडर्ड्स क्योंकि pH मीटर स्टैंडर्ड्स के साथ आता है जैसे कि pH 1 pH 7 pH 10 होगा इसी तरह आपको इसमें एक स्टैण्डर्ड बोतल होगी ठीक से बंद और आपके पास एक प्रकार का स्थान है जहाँ आप माप सकते हैं इसके बाद pH मीटर के अलावा एक और उपकरण होगा जो कि समय समय पर मेरे द्वारा देखी जाने वाली अधिकांश प्रयोगशालाओं में नहीं जाता है जो कुछ ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्ण है जिसे ओस्मोमीटर कहा जाता है तो एक आम आदमी की भाषा में ओस्मोलॉरिटी का मतलब है मान लीजिए कि मेरे पास एक बोतल है और यह तरल पदार्थ है और इसके अंदर कुछ अन्य प्रकार के पार्टिकल्स हैं इसमें हरा रंग पार्टिकल्स को दिखा रहै है और ये पार्टिकल्स एक दबाव उत्पन्न करते हैं जिसे आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि मटेरियल की कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है ओस्मोमीटर का इस्तेमाल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन प्रोसेस नाम की किसी चीज़ के इस्तेमाल से किया जा रहा है और मैं फ्रीज़िंग पॉइंट डिप्रेशन प्रक्रिया के बारे में गहराई में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यह कोलीगेटिव प्रॉपर्टी के अध्ययन के अंतर्गत आता है यह आपको एक सरल भाषा में बताएगा कि सोलुट का कितना अनुपात वहां मौजूद है और यदि आप हमारे बॉडी फ्लुइड के बारे में बात करते हैं तो यह 320 मिलिस्मोल्स के आसपास रहता है जो कि अनिवार्य रूप से आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है इस की तुलना में है यदि आप अपने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को देखते हैं जो कि इससे कम से कम 100 परिमाण से कम 220 मिलीसोल्स के आसपास है ये मूल्य क्यों महत्वपूर्ण हैं और मैं आपको यह बताने का कष्ट क्यों उठा रहा हूं एक बार फिर से मान लेते हैं कि आप न्यूरल कल्चर न्यूरॉन्स के लिए एक मीडियम विकसित करने पर काम कर रहे हैं तो यदि आप इस तस्वीर को देखते हैं तो न्यूरॉन्स कुछ ऐसे दीखते हैं उदाहरण के लिए आप हिप्पोकैम्पस न्यूरॉन या कॉर्टिकल न्यूरॉन या मस्तिष्क के किसी हिस्से का कल्चर करना चाहते हैं तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर blood brain barrier BBB द्वारा संरक्षित हैं और ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड cerebrospinal fluid CSF में डूबे हुए हैं तो यदि आप न्यूरोनल सेल्स के लिए एक मीडियम विकसित कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मिल ऑस्मोलरिटी क्या है तो शरीर के अन्य सेल प्रकारों जो रक्त के साथ सीधे संपर्क में होते हैं जो लगभग 320 मिलिस्मोल्स और के आस पास बढ़ते हैं के विरुद्ध अधिकांश न्यूरॉन्स 220 से 230 या यहां तक कि 260 मिलीसेमोल्स तक अच्छी तरह बढ़ जाते हैं तो कई बार आपके सेल्स मर जाते हैं या आपको उचित वृद्धि नहीं दिखाई देती है विशेष रूप से न्यूरॉन्स या न्यूरॉन डेरीवेटिव सेल्स जैसे नाजुक सेल्स क्योंकि आपके सेल में बहुत अधिक ऑस्मोलारिटी होती है इसलिए उदाहरण के लिए एक बार जब हम मीडियम के बारे में बात करेंगे तो आपको एहसास होगा DMEM F12 HAM ये अलग अलग माध्यम नाम हैं जिनके सभी के ओस्मोलॉरिटी मान बहुत अधिक हैं हाल के समय में विकसित किये गए कुछ मीडियम जैसे प्रोफेसर ब्रायर और साउथर्न मेडिकल स्कूल द्वारा संदर्भ समय 1809 विशेष रूप से विकसित किये गए न्यूरो बेस सेल की तुलना में ये लगभग 220 250 मिलिओस्मोल के आस पास होते हैं तो यह कुछ ऐसा है जो समय समय पर आपको यह जांचने की आवश्यकता हो सकती है कि आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे मीडियम का ऑस्मोलरिटी मान क्या है तो आपको बस एक एप्पेन्डोर्फ ट्यूब में जैसे या एक स्टेराइल तरीके से मीडियम का एक छोटा सा सैंपल लेते हैं और आप इसे परीक्षण करते हैं मेरा मतलब है कि यह एक बहुत ही दिलचस्प कोलीगेटिव प्रॉपर्टी है और यह मज़ेदार है तो यह ध्यान रखने का एक तरीका है तो आपके पास एक स्थान होना चाहिए जहां आप ऑस्मोमीटर को रखेंगे तो अब देखिए कि धीरे धीरे हम उस स्थान को कवर कर रहे हैं जिसे हमने काउंटरटॉप के लिए समर्पित किया है तो अब आपके पास एक पीएच मीटर है और आपके पास एक ओस्मोमीटर है अब हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसका मैंने उल्लेख नहीं किया है क्योंकि आपको सेल्स को पिघलना होगा यदि आप सेल लाइनों का उपयोग कर रहे हैं तो आपको सेल लाइनों को पिघलना होगा यदि आप कुछ जमे हुए मीडियम का उपयोग कर रहे हैं तो आपको इसे पिघलना होगा इसलिए सबसे अच्छा विचार यह है कि फिर से कोने में एक छोटे से वाटर बाथ को रखें आपको सावधान रहना होगा कि आप वाटर बाथ को कहाँ रखते हैं क्योंकि वहां बहुत अधिक पानी फैल जाता है और दूसरी बात पास ही एक सिंक होना चाहिए तो आपको यहां आंतरिक सेल कल्चर फैसिलिटी में कहीं एक और सिंक को बनाने की आवश्यकता है एक छोटा सिंक और सिंक के समीप आपको वाटर बाथ रखना होगा क्योंकि आपको इस वाटर बाथ को भरना है तो आप नहीं चाहेंगे कि किसी चीज में पानी ले कर जाएँ और उस पर डालें देखें समय 2010 या आपके पास एक और विकल्प है वह यह है कि आप वाटर बाथ को यहाँ बाहर कहीं रख दें आपको इसकी आवश्यकता हो सकती है तो इस पर विचार करें कि आपको किस तरह वाटर बाथ चाहिए और आप वाटर बाथ को कहां रखना चाहते हैं क्योंकि आपको वाटर बाथ की आवश्यकता होगी तो उस स्थिति में आपको वाटर बाथ के साथ समीप ही एक सिंक की आवश्यकता होती है इस तरह आप सुनिश्चित करेंगे कि आप चीजों को बाहर नहीं फैला रहे हैं और अंदर एक और सिंक रखना हमेशा एक अच्छा विचार है यह एक बुरा विचार नहीं होगा क्योंकि आप काम कर रहे हैं और आप अपने हाथों को धोकर अगले कमरे में जाना चाहते हैं या आप अगले कमरे से अंदर आ रहे हैं तो अपने हाथों को धो सकते हैं या यदि आप वास्तव में न्यूनतम करना चाहते हैं तो आप एक सिंक रख सकते हैं फिर से यह सब आपके पास उपलब्ध क्षेत्र पर निर्भर हैं ठीक है मेरा मतलब है कि इसके बिना यह मुश्किल है तो इस पर सोचें आपको क्या चाहिए तो निश्चित रूप से आपको वॉटर बाथ की आवश्यकता होगी यह पक्का है इस पर कोई सवाल नहीं है तो अब बात यह है कि या तो आप यहाँ से एक वॉटर बाथ से काम चला सकते हैं यहाँ कहीं आप वॉटर बाथ लगा सकते हैं या आप यहाँ पर वॉटर बाथ रख सकते हैं लेकिन उस स्थिति में हमें बार बार यहाँ से वहां जाना होगा और एक और बात जो मैं भूल गया था जब आप हिसाब लगा रहे हैं या जब आप कैमरे का उपयोग करने या खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं अच्छी गुणवत्ता वाले कैमरे के लिए आप जिन कंपनियों पर ध्यान देना चाहेंगे वे हैं ज़ायस निकॉन आप ओलम्पस के बारे में सोच सकते हैं लेकिन फिर से यह सब आपके बजट के बारे में ही है आपका लक्ष्य क्या है और आप इस पर कितनी आगे तक जाना चाहते हैं इस पर और एक और बात क्या आप अपने माइक्रोस्कोप के ऊपर एक कैमरा चाहते हैं फिर से मेरी दूरदर्शिता से मैं ऐसा करने की सलाह दूंगा क्योंकि यह वास्तव में मददगार है क्योंकि तब आपके पास एक रिकॉर्डिंग होती है जैसे कि उदाहरण के लिए आप एक अद्भुत फ्लोरोसेंट तस्वीर लेना चाहते हैं बाद में आप कुछ कनफोकल माइक्रोस्कोपी या कुछ और करेंगे लेकिन आप किसी फ्लोरोसेंट नैनोमटेरियल या किसी अन्य मटेरियल से जुड़े अपने सेल्स की एक तस्वीर लेना चाहते हैं इसलिए कैमरा रखना हमेशा एक अच्छा विचार है और कैमरे के साथ आपको सावधान रहना होगा कि आप किस कंपनी का कैमरा लेने वाले हैं आप कैमरे को कैसे फिट करेंगे कैमरा रेसोलुशन क्या होगा तो कुछ कंपनियां हैं जैसे हमामत्सु जो वास्तव में अच्छी गुणवत्ता वाले कैमरे बेचते हैं लेकिन अब आपके पास सिस्टम में एक कैमरा होने से आपको फोटो लेने के लिए अपने पास एक मॉनिटर रखना होगा तो आपके माइक्रोस्कोप के बगल में एक सेटिंग होगी एक कंप्यूटर सेटअप और फिर निश्चित रूप से माइक्रोस्कोप का विक्रेता आपको सॉफ्टवेयर प्रदान करेगा और इसके साथ आपके पास एक इमेजप्रोसेसर इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से कीमत लगातार बढ़ रही है और यह मैं बता रहा हूं कि ये वे न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जब आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हों या जब आप वास्तव में अच्छी गुणवत्ता वाला काम करने की कोशिश कर रहे हों इसीलिए यह बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है उस दिन जब आप उस फैसिलिटी का निर्माण करना शुरू करते हैं तब आप दोबारा सोचें कुछ ऐसे सहयोगियों से पूछें जो इस बारे में जानते हैं उन उपयोगकर्ता समूह के बीच चर्चा करें जो इसका उपयोग करेंगे यह बहुत आवश्यक है इसके बारे में अच्छी तरह से सोचें यहाँ पर मैं बंद कर दूंगा अगली कक्षा में हम इसमें एक नया प्रतिमान जोड़ेंगे जो इसे बहुत बेहतर और सुंदर फैसिलिटी बना देगा तो आइए हम दोहराते हैं की आज हमने क्या बातें की हैं हमने ओब्जेक्टिवेस के बारे में कुछ मूलभूत जानकारी के बारे में बात की है हमने एक ओस्मोमीटर की आवश्यकता के बारे में बात की है हमने कई पीएच मीटर की आवश्यकता के बारे में बात की है हमने वाटर बाथ जिसे वहां रखा जाना है के बारे में बात की है और अंत में हमने माइक्रोस्कोप के मूल सेटअप के साथ एक कैमरा सेटअप होने की बात की और इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के साथ एक मॉनीटर होने की आवश्यकता के बारे में जो आंशिक रूप से माइक्रोस्कोप निर्माताओं द्वारा प्रदान किया जाएगा और बाकी आपको एक फ़ोटोशॉप या कुछ इन्स्टॉल करना पड़ सकता है जहां आप फोटोज़ को स्थानांतरित करते हैं या आपको एक वीडियो बनाने की आवश्यकता है आपके पास क्या सुविधाएँ होनी चाहिए